मॉड्यूल 3 यूनिट 7 में स्वागत है जो पिछले इकाई की निरंतरता है निर्देशात्मक घटक निर्देशात्मक घटक के तत्व हैं निर्देश जिसे शिक्षक की पसंद के तरीके से जोड़ा जा सकता है और यह भी निर्भर करता है विचाराधीन विशेष विषय या पाठ्यक्रम परिणाम जो वह निर्देश दे रहा है अन्य परिस्थितिजन्य कारकों के आधार पर भी शिक्षक संयोजन या अनुक्रम करेगा इन निर्देशात्मक घटकों को जिस तरह से वह पसंद करता है पिछली इकाई में हमने निर्देशात्मक घटकों पर ध्यान दिया था जिन पर हमने बहुत विचार किया था महत्वपूर्ण लक्ष्य और प्रतिक्रिया और समानताएँ और उपमाएँ ये दो हैं निर्देशात्मक घटक जिन्हें हमने देखा इस इकाई में हम निर्देशात्मक घटकों को देखेंगे ग्राफिक आयोजक नोट बनाना और पूर्व ज्ञान को सारांशित करना और सक्रिय करना कोई बना सकता है या कई अन्य निर्देशात्मक घटक भी हैं जिन पर विचार किया जा सकता है हम हर एक को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं उनमें से पिछली इकाई में हमने लगभग 19 घटकों की एक सूची बनाई थी जो कि बिल्कुल भी नहीं है संपूर्ण कोई अपना स्वयं का निर्देशात्मक घटक भी बना सकता है आइए इन तीनों को देखें जो एक महत्वपूर्ण अंतर ला सकते हैं हम ये क्यों ले रहे हैं ये वे हैं जहां छात्र उस ज्ञान से जुड़ा हुआ है जिसे वह हासिल करने की कोशिश कर रहा है यह कक्षा में निष्क्रिय श्रवण से परे है ग्राफिक आयोजक ग्राफिक आयोजक केवल सामग्री को ग्राफिक रूप से व्यवस्थित करते हैं हमारा मतलब यहाँ की सामग्री से क्या है यह एक संपूर्ण पाठ्यक्रम हो सकता है या यह केवल एक ही "पाठ्यक्रम परिणाम" पाठ्यक्रम के परिणाम से योग्यता हो सकता है या सामग्री सिर्फ एक अवधारणा भी हो सकती है यह एक प्रक्रिया हो सकती है मैं यह कैसे करु हम व्याख्या यहां कंटेंट शब्द की बहुत ही सामान्य तरीके से कर रहे हैं ग्राफिक आयोजक छात्रों को विचारों को व्यवस्थित करने विचारों के बीच संबंध देखने में और जानकारी के प्रतिधारण की सुविधा में मदद करते हैं शिक्षा में हमारा प्राथमिक उद्देश्य केवल हम ही नहीं है आप चाहते हैं कि हमारे छात्र समझ सकें कि आप क्या निर्देश दे रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि वे ज्ञान बनाए रखें आप जिस प्रकार के ग्राफिक उपकरण का उपयोग कर रहे हैं वे सूचना के प्रतिधारण को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बना सकते हैं यह किसी भी निर्देश का प्राथमिक लक्ष्य है ग्राफिक आयोजक संबंधपरक जानकारी दिखाने में सर्वश्रेष्ठ हैं कोई कैसे संबंधित है इस दृश्य प्रतिनिधित्व का उपयोग सभी विषयों में किया जा सकता है और इसमें उनका आवेदन काफी लचीला है जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कोई स्केच कर सकता है या कोई कंप्यूटर आधारित उपकरण का उपयोग कर सकता है ग्राफिक प्रतिनिधित्व बनाने के लिए इन ग्राफिक अभ्यावेदन का उपयोग शिक्षक सूचना प्रदर्शित करने के साधन के रूप में कर सकते हैं कक्षा में यह स्लाइड के एक सेट का भी हिस्सा हो सकता है जैसा कि हम देखेंगे कि इसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम में भी प्रस्तुत किया जा सकता है उनका उपयोग छात्रों द्वारा एक गतिविधि के रूप में किया जा सकता है या तो एक पूरी तरह से नया ग्राफिक प्रतिनिधित्व बना सकता है या आंशिक रूप से बनाए गए ग्राफिक पूरा कर सकता है प्रतिनिधित्व को एक शिक्षक वास्तव में एक अधूरा पाठ दे सकता है और छात्रों को पूरा करने के लिए कह सकता है इसका मतलब है कि एक छात्र एक गतिविधि में भाग ले रहा है छात्र इसका उपयोग लेखन की योजना बनाने के साधन के रूप में भी कर सकते हैं अर्थात यदि आप व्यवस्थित करना चाहते हैं या यदि आपको एक रिपोर्ट या एक निबंध लिखने की आवश्यकता है जिसे ग्राफिक तरीके से योजनाबद्ध किया जा सकता है कुछ लोगों के बीच मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भी कुछ आरेखीय प्रतिनिधित्व का उपयोग किया जा सकता है ग्राफिक आयोजकों का उपयोग कैसे किया जाता है यह उद्देश्य पर निर्भर करता है क्या आप चर्चा कर रहे हैं या आप दूसरों को अपनी समझ दिखाना चाहते हैं या विचाराधीन विचारों के बीच संबंधों को प्रस्तुत करना चाहते हैं इसलिए यह उद्देश्य पर निर्भर करता है यह विद्यार्थियों को थोड़ा पाठ वाला एक आरेख देने के लिए अच्छा काम करता है और फिर जब वे विषय के बारे में सीखते हैं तो उन्हें विवरण जोड़ने के लिए कहते हैं वर्तमान में हम एक उदाहरण देखेंगे एक शिक्षक ग्राफिक आयोजकों के लिए मानक सांचा तैयार कर सकता है या उनका उपयोग कर सकता है वह उपयोग करने का प्रस्ताव करता है और छात्रों से समय बचाने के लिए उनका उपयोग करने के लिए कह सकता है ग्राफिक आयोजकों के लिए कई सांचा हैं इंटरनेट पर उपलब्ध हैं या आप अपना खुद का सांचा बना सकते हैं आप इसे छात्रों के साथ साझा कर सकते हैं और छात्र वास्तव में उनका उपयोग कर सकते हैं उदाहरण के लिए कोई गूगल डॉक्स का उपयोग कर सकता है और इसे सभी प्रतिभागियों को परिचालित किया जा सकता है और जब शिक्षक कक्षा में प्रस्तुत कर रहे हों तब वे इस पर काम करना शुरू कर सकते हैं ग्राफिक आयोजकों के अधिकतम प्रभाव के लिए छात्र को टेबल ग्राफ या पाई चार्ट के रूप में अपना खुद का ग्राफिक्स बनाना चाहिए सॉफ्टवेयर उपकरण मालिकाना या खुला स्त्रोत उपकरण ग्राफिक आयोजक बनाने के लिए उपलब्ध हैं उदाहरण के लिए अवधारणा मानचित्र जिसका हमने पिछले मॉड्यूल में संक्षेप में उल्लेख किया है हम एक बार फिर प्रस्तुत करेंगे ग्राफिक आयोजकों के लिए एक खुला स्त्रोत सॉफ्टवेयर उपकरण है इसी तरह आपके पास माइंड मैप आदि के लिए एक उपकरण है आइए कुछ सरल ग्राफिक आयोजक पर नजर डालते हैं यहां यह बहुत रंग भरा दिखता है यहां जो कुछ है वहां एक महत्वपूर्ण विचार है और इसके एक हिस्से के रूप में इसके साथ जुड़े कई विचार हैं वास्तव में इस डिब्बा में एक महत्वपूर्ण विचार को पाठ के रूप में लिखा जा सकता है इसलिए प्रत्येक में एक विचार लिखा जा सकता है या उसके ऊपर आप एक प्रकार के इंडेंटेड आकार में भी पदानुक्रम से लिख सकते हैं और किसी भी विषय को इस तरह विस्तृत किया जा सकता है हालांकि यह है शाब्दिक केवल इंडेंटेशन द्वारा आप जानकारी को ग्राफिक रूप से व्यवस्थित कर रहे हैं वहां इससे जुड़े कई विचार है फिर वहाँ है जिसे हम वेन आरेख कहते हैं मुझे यकीन है कि आप सभी इससे परिचित हैं प्रत्येक सर्कल एक अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है और दो सर्कल के बीच कुछ ओवरलैप होता है यह वास्तव में तुलना करने के लिए उपयोग किया जा सकता है और वेन्ने का उपयोग करके यह पता लगाने की कोशिश की जा सकती है कि क्या है और क्या नहीं है आरेख एक साधारण प्रयोग का प्रतिनिधित्व करने का एक और तरीका है वह तब है जब आप प्रयोगशाला में कुछ कर रहे हैं एक प्रयोग यहाँ आप कहते हैं कि आप कौन से चरण हैं जो आप करेंगे करो 1 2 34 आदि फिर मैं क्या परिणाम देखने जा रहा हूँ मैं मापता हूँ परिणाम और मैं इन परिणामों को अलग अलग श्रेणियों में लिखवर्गीकृत करूंगा फिर प्रत्येक के लिए श्रेणी मैं एक निष्कर्ष पर आता हूं यह कहकर मैं अपना निष्कर्ष कुछ इस प्रकार लिख रहा हूँ तो यह एक प्रयोग को कैसे किया जा सकता है इसका प्रतिनिधित्व करने का एक ग्राफिक तरीका है दूसरा फिशबोन डायग्राम है इसे कारण और प्रभाव आरेख या इशिकावा आरेख भी कहा जाता है जिसका प्रारंभ में प्रबंधन प्रकार के मुद्दों में बहुत अधिक उपयोग किया गया था यह मूल कारणों की पहचान करने के लिए किसी समस्या के संभावित कारणों को वर्गीकृत करने के लिए एक प्रत्योक्षकरण उपकरण है यहां उदाहरण के लिए आप किसी समस्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक रीढ़ खींचते हैं वहां कई संभावित कारण और प्रत्येक प्रमुख कारण एक रीढ़ होगी मैं प्रत्येक कारण को विभाजित कर सकता हूं कई संभावित उप कारणों में कोई एक बहुत ही विस्तृत फिशबोन आरेख बना सकता है जिसके माध्यम से वास्तविक कारणों का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए उदाहरण के लिए समस्या यह है कि एक वेबसाइट खराब हो गई एक सर्वर से कनेक्ट करने में असमर्थ है यह एक या अधिक कारणों से हो सकता है क्या मैं सभी कारणों की सूची बना सकता हूं अगर मैं परिचित हूँ वेबसाइट निर्माण और उससे संबंधित सॉफ्टवेयर मुझे इसे खोजने में सक्षम होना चाहिए कभी कभी लोगों के समूह चर्चा कर सकते हैं और मूल कारणों की पहचान कर सकते हैं यह एक बेहद प्रभावी उपकरण है आप प्रत्येक कारण को ले सकते हैं और विभिन्न उप कारणों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं उदाहरण के लिए वेबसर्वर अतिभारित है यह अतिभारित क्यों है क्या हो सकता है कारण कोई इसे और विस्तृत कर सकता है वेन आरेख पर वापस आते हुए मान लें कि यहां आपके पास दो वृत्त हैं ए और बी और यह ए यूनियन बी है अब मेरी पसंदीदा चीजों में से एक है ए हम इसे विज्ञान कहते हैं और बी हम इसे इंजीनियरिंग कहते हैं ऐसा क्या है जो दोनों के बीच सामान्य है क्या मैं कुछ गतिविधि कर सकता हूँ इसमें एक वृत्त जिसमें ए के साथ कोई प्रतिच्छेदन नहीं है वे सभी गतिविधियाँ क्या हैं जो आप इंजीनियरिंग कह सकते हैं लेकिन वास्तव में विज्ञान गतिविधियों को नहीं उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग विज्ञान के सभी भाग प्रतिच्छेदन का हिस्सा हो सकते हैं कुछ गतिविधियाँ हैं जो हैं विशेष रूप से विज्ञान में और इंजीनियरिंग का हिस्सा नहीं हैं मैं और विस्तार कर सकता हूं मेरे पास तीन वृत्त हो सकते हैं यहाँ फिर से इस उदाहरण को जारी रखते हुए विज्ञान इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी बातचीत क्या हैं किस तरह की गतिविधि इधर इस मामले में जहां तीनों शामिल हैं वहीं दूसरे प्रतिच्छेदन में सिर्फ दो ही शामिल हैंI यदि आप और विस्तार करना चाहते हैं तो आपके पास चार हो सकते हैं विज्ञान इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी और अर्थशास्त्र तो वेन आरेख का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है और जैसा कि आप अधिक से अधिक देख सकते हैं इसे बहुत समृद्ध बनाने के लिए मंडलियों को जोड़ा जा सकता है कोई व्यक्ति किसी वस्तु को स्पेक्ट्रम के रूप में रेखांकन कर सकता है और यह एक ग्राफिक प्रतिनिधित्व है यह एक मानसिक सुधार प्रदान करता है जहां वास्तव में कुछ है उदाहरण के लिए यदि आप कहो यहाँ माइक्रोवेव के नीचे हमने इंसानों को रखा है इसका क्या मतलब है इसकी लंबाई यहाँ तरंग तरंगदैर्घ्य मनुष्य की कोटि की है उस तरह गामा किरणों तक के सभी उदाहरण आपके पास है स्पेक्ट्रम में यह एक अच्छा प्रतिनिधित्व है इन्हें आकर्षक बनाने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है आकार उन चीजों द्वारा दर्शाए जाते हैं जिनसे हम परिचित हैं इसी तरह जब समय के साथ कुछ होता है तो सभी मील के पत्थर की पहचान कर सकते हैं विभिन्न बार उदाहरण के लिए यदि आपके पास कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है मैं समयरेखा के बारे में बात कर सकता हूँ और मैं उसमें मील के पत्थर की पहचान भी कर सकता हूं तो इस तरह इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है एक परियोजना की योजना बनाना खासकर जब लोगों का एक समूह इसे लागू करने में शामिल हो समय के विभिन्न बिंदुओं पर मील के पत्थर की पहचान करना एक परियोजना को ग्राफिक रूप से प्रस्तुत करने या योजना बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है इस प्रकार की चीज़ों के लिए आपके पास परियोजना प्रबंधन के लिए उपकरण उपलब्ध हैं एक अन्य प्रकार का ग्राफिक उपकरण स्टोरीबोर्ड है एक स्टोरीबोर्ड एक संवादात्मक साधन अनुक्रम को पूर्व दृश्य करने के उद्देश्य से अनुक्रम में प्रदर्शित चित्रों या छवियों के रूप में एक ग्राफिक आयोजक है आप अपनी बात को छवियों के अनुक्रम के रूप में प्रस्तुत करते हैं या सम पाठ के अनुक्रम या यह कंप्यूटर स्क्रीन छपाई पत्र का एक क्रम हो सकता है स्टोरीबोर्ड का उपयोग उदाहरण के लिए विशेष सॉफ्टवेयर विकास के लिए विशिष्टताओं की पहचान करने में किया जाता है विशिष्टताओं के चरण के दौरान सॉफ़्टवेयर प्रदर्शित होने वाली स्क्रीन या तो कागज पर खींची जाती हैं उपयोगकर्ता अनुभव के महत्वपूर्ण चरणों को दर्शाने के लिए अन्य विशेष सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर रही हैं सॉफ्टवेयर विकास में इसका बहुत उपयोग किया जाता है माइंड मैप्स माइंड मैप शिक्षक के लिए कक्षा में छात्रों के साथ साथ एक प्रमुख विचार के बीच और उसके बीच के संबंधों का पता लगाने के लिए शक्तिशाली दृश्य उपकरण हैं मैं विद्यार्थियों से पूछ सकता हूँ कि वे मेरे द्वारा कक्षा में प्रस्तुत किसी विचार या वस्तु के बारे में क्या सोचते हैं मैं माइंड मैप बनाना जारी रख सकता हूं और आप देख सकते हैं कि कैसे एक चीज को दूसरी से जोड़ा जा सकता है मानसिक मानचित्र का उपयोग करके शिक्षक हस्तक्षेप कर सकता है यदि छात्र कुछ रिश्तों को गलत तरीके से पहचानते हैं माइंड मैप्स छात्रों को स्पष्ट से परे देखने की अनुमति देते हैं जिसका अर्थ है कुछ ऐसा जो मैं एक बहुत ही कट्टर इंजीनियरिंग अवधारणा के साथ कर रहा हूं और फिर मैं अचानक इसे पूरी तरह से अलग चीज से जोड़ने में सक्षम हो सकता हूं उदाहरण के लिए मैं देख सकता हूं कि एक स्केचपेंटिंग या संगीत या हास्य उस अवधारणा से कैसे संबंधित है जिससे आप निपट रहे हैं यदि आप किसी प्रकार की कड़ी स्थापित करने में सक्षम हैं तो आप वास्तव में आप मस्तिष्क की भाषा में कह सकते हैं उस ज्ञान को बनाए रखने की संभावना में सुधार कर रहे हैं एक दिमागी नक्शा कई पुस्तकों सॉफ्टवेयर उपकरण द्वारा प्रचारित किया जाता है और यह विशेष रूप से बुज़ोन द्वारा किया गया था यहाँ दिखाया गया भावनात्मक बुद्धिमत्ता का माइंड मैप है जब हमने मॉड्यूल 1 में इस पर चर्चा की थी तब हमने तथाकथित भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भावात्मक कार्यक्षेत्र के हिस्से के रूप में निपटाया था जब हम सीखने के तीन कार्यक्षेत्र को देख रहे थे जो संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोप्रेरणा कार्यक्षेत्र हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संबंध भावात्मक कार्यक्षेत्र से है भावनात्मक बुद्धिमत्ता को दिखाया जाता है कि कैसे दो लोग या दो व्यक्ति संबंधित हैं और फिर आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के क्या लाभ हैं ऐसे आरेखों के पूरे सेट को खींचा जा सकता है जैसा कि हम देख सकते हैं यह भी अक्षतंतु और डेन्ड्राइट की तरह दिखता है एक बात यह है कि मैं अपनी भावनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया दूं और मैं दूसरों की भावनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करूं भावनात्मक बुद्धिमत्ता में सुधार के लिए कौन से उपकरण और तकनीक उपलब्ध हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है या विकसित किया जा सकता है उस तरह आप विस्तार करना जारी रख सकते हैं और हम इस तरह एक सुंदर आरेख बना सकते हैं और इसे अपना बना सकते हैं जिस तरह से आप प्रतिनिधित्व करते हैं वह अद्वितीय होगा शिक्षक आरेख को देखकर और चर्चा के माध्यम से यह सुनिश्चित कर सकता है कि कोई त्रुटि नहीं है अर्थात आप किसी चीज़ की गलत पहचान नहीं कर रहे हैं जिस तरह से एक दूसरे से संबंधित है उदाहरण के लिए उत्साह या बेहतर स्वास्थ्य पर विचार करें अगर कोई कहता है कि बेहतर स्वास्थ्य भावनात्मक बुद्धि से संबंधित है तो कोई उस पर बहस कर सकता है और अगर यह आश्वस्त हो जाता है कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है तो मैं इसे रख सकता हूं या मैं इसे फिर से लिख सकता हूं मैं यह भी कह सकता हूं कि अच्छा स्वास्थ्य साथ ही खराब स्वास्थ्य मेरी भावनात्मक बुद्धि को भी प्रभावित करेगा तो कोई माइंड मैप को संशोधित कर सकता है इसी तरह आइए हम एक और ग्राफिक आयोजक अवधारणा मानचित्र देखें जिसे हम पहले ही मॉड्यूल 2 में देख चुके हैं एक अवधारणा मानचित्र एक आरेख है जो अवधारणाओं के बीच सुझाए गए संबंधों को दर्शाता है और यह दिमाग के नक्शे से अधिक संरचित है जैसा कि आप देख सकते हैं माइंड मैप का एक मुक्त प्रारूप है आप बस अपनी इच्छानुसार रेखाएँ खींचना जारी रख सकते हैं जबकि अवधारणा मानचित्र अच्छी तरह से संरचित है अधिक संरचित ग्राफिक प्रतिनिधित्व हैं जिन पर हम विचार नहीं करेंगे अवधारणा मानचित्र कई स्तरों पाठ्यक्रम स्तर पाठ्यक्रम परिणाम स्तर और योग्यता स्तर पर तैयार किया जा सकता है यह बहुत विस्तृत या न्यूनतम हो सकता है जहां केवल कुछ ही अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं इसका उपयोग शिक्षक द्वारा छात्रों को पहले से समझी गई बातों के साथ संबंध बनाने में सुविधा के लिए किया जा सकता है मान लीजिए कि आप इन अवधारणाओं से परिचित हैं और जो अवधारणा मैं वर्तमान में प्रस्तुत करने जा रहा हूं वह उन अवधारणाओं से संबंधित है जिनसे आप परिचित हैं छात्र जो पहले से जानता था मैं उससे संबंधित कर सकता हूं और नई अवधारणाओं को पिछली अवधारणाओं से जोड़कर आगे ले जा सकता हूं जिन्हें छात्र समझ गए थे छात्र अवधारणा मानचित्र का उपयोग नोट लेने के तरीके के रूप में भी कर सकते हैं मैं केवल अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले मंडलियों या वर्गों के साथ एक आरेख बना सकता हूं और कुछ लिंकिंग वाक्यांशों का उपयोग करके उन्हें जोड़ता रह सकता हूं जैसा कि शिक्षक कक्षा में जानकारी प्रस्तुत कर रहा है छात्र एक अवधारणा मानचित्र को किनारे पर बना सकता है उसे देखने का उसका तरीका फिर छात्र इसे किसी सहकर्मी या शिक्षक द्वारा क्रॉस चेक कर सकता है फिर एक अवधारणा को नीचे की ओर शाखाओं वाली पदानुक्रमित संरचना में लेबल वाले तीरों का उपयोग करके दूसरे से जोड़ा जाता है यह नोवाक और उसके सहयोगियों के कारण था और 1970 के दशक से ही वे शिक्षा में इसे सीएमएपी उपकरण के रूप में प्रचारित कर रहे हैं और इसे मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है यह बहुत ही सरल उपकरणों में से एक है जिसे कोई भी जल्दी सीख सकता है और उपयोग कर सकता है यहां दिखाया गया संकल्पना मानचित्र विद्युतचुंबकीय पर एक पाठ्यक्रम है विद्युतचुंबकीय किससे संबंधित है वे विद्युत आवेशों से निपटते हैं जो प्रकृति में स्थिर हो सकते हैं वे एक स्थिर वेग से आगे बढ़ सकते हैं या वे तेज हो सकते हैं स्थैतिक आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जिससे मैं निर्माण जारी रख सकता हूँ विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल प्रवाह प्रवाह घनत्व विद्युत क्षमता विद्युत संभावित ढाल ऊर्जा घनत्व और इसी तरह की विशेषता है ये विद्युत क्षेत्र सिद्धांत कैथोड किरण नलिका या वितंतुविकंपनित्र या पेसमेकर के अध्ययन और डिजाइन के लिए लागू होते हैं अवधारणा मानचित्र का उपयोग पाठ्यक्रम को डिजाइन करने के तरीके के रूप में किया जाता है अंत में इसे डिजाइन करके आप इस पाठ्यक्रम को इस रूप में छात्रों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं एक बार इसे इस तरह प्रस्तुत करने के बाद विद्युतचुंबकीय पर पाठ्यक्रम का पूरा दृश्य छात्रों के दिमाग में ग्राफिक रूप से अंकित हो जाता है मैं मानता हूं कि पाठ्यक्रम का अवधारणा मानचित्र डिजाइन करने साथियों के साथ चर्चा करने और छात्रों को प्रस्तुत करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है इसका उपयोग पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में भी किया जा सकता है इसके तीन भाग हैं स्थिर आवेश गतिमान आवेश और त्वरित आवेश हम प्रत्येक प्रकार के विद्युत आवेश के लिए दो या तीन पाठ्यक्रम परिणाम लिख सकते हैं प्रत्येक के लिए यदि हम तीन लिखते हैं तो मैं नौ पाठ्यक्रम परिणाम लिखूंगा उन्हें समान रूप से वितरित करने की आवश्यकता नहीं है कृपया ध्यान दें कि इस अवधारणा मानचित्र में हम एक डिब्बा में एक अवधारणा का उपयोग नहीं कर रहे हैं उस स्थिति में नक्शा बस असहनीय हो जाएगा लेकिन एक डिब्बा के अंदर मौजूद सभी तत्व अवधारणाएं हैं एक ही स्तर पर कई अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक डिब्बा का उपयोग किया जा सकता है हमने कुछ ग्राफिक आयोजकों को देखा है लेकिन मुझे यकीन है कि कोई भी साथ आ सकता है ऐसी कई चीजें हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं और कोई भी उपयुक्त ग्राफिक आयोजक का उपयोग निर्देश के एक भाग के रूप में कर सकता है मूल्यांकन या एक प्रकार का उपकरण जिसका उपयोग छात्र अपनी समझ का पता लगाने के लिए कर सकता है हम एक अन्य मुद्दे पर आते हैं जहां छात्र शामिल होता है मुख्य रूप से नोट बनाना और संक्षेप करना यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपके छात्र अपने सीखने के मुख्य बिंदुओं को पकड़कर बड़ी तस्वीर की खोज करते हैं या तो आप एक सारांश करते हैं किसी विषय के अंत में एक माइंड मैप बनाते हैं या एक ग्राफिक प्रतिनिधित्व बनाते हैं शिक्षार्थियों द्वारा बनाए गए नोट्स कॉपी किए गए नोट्स या किताबों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं उदाहरण के लिए शिक्षक बोर्ड पर लिख सकता है या कुछ जानकारी प्रक्षेपण कर सकता है यदि छात्र इसे वापस अपने नोट्स में लिखता है और वह नोट बनाना नहीं है छात्र को विषय को समझने के तरीके का सारांश लिखना होगा यदि आप मॉड्यूल 1 में याद करते हैं तो हमने संज्ञानात्मक स्तरों को देखा जहां हमने छह संज्ञानात्मक स्तरों के बारे में बात की थी और ब्लूम के संज्ञानात्मक स्तरों के अनुसार नोट बनाना और सारांश संज्ञानात्मक प्रक्रिया समझ की एक उप प्रक्रिया है नोट बनाना और संक्षेप करना काफी प्रभावी है और इसे सभी संदर्भों में आसानी से उपयोग किया जा सकता है उदाहरण के लिए एक निर्देशात्मक घटक है 2 मिनट का पेपर संक्षेपण का एक उदाहरण है प्रशिक्षक सभी छात्रों को 2 मिनट एक पेपर लिखने के लिए कह सकता है आप छात्रों द्वारा लिखे गए सभी 2 मिनट के पेपरों को एकत्रित करने के लिए गूगल डॉक्स का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं और उनकी समीक्षा करके आप छात्रों को ठोस प्रतिक्रिया देने में सक्षम होंगे एक शिक्षक नोट बनाने और संक्षेपण के लिए अपनी प्रस्तावित गतिविधियों के लिए एक खाका तैयार कर सकता है वह एक साधारण तालिका या किसी प्रकार का चार्ट बना सकता है और छात्रों से उसे भरने के लिए कह सकता है एक अन्य प्रारूप नोट बनाना है एक ऐसी विधि जो छात्रों को दृश्य कल्पना के साथ भाषा को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है यह बहुत शक्तिशाली हो सकता है शिक्षक छात्रों को मौखिक नोट्स को छवियों और प्रतीकों के साथ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं जो अनुक्रम प्रतिरूप या संबंध दिखाते हैं इन सभी के लिए एक बार फिर इस अत्यंत आकर्षक गतिविधि को कुशल बनाने के लिए आईसीटी उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है यदि छात्रों को इनमें से किसी भी काम को करने के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है तो जाहिर है आप उनका बार बार उपयोग नहीं कर सकते इन दिनों कोई यह मान सकता है कि सभी छात्रों के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप हैं और यदि शिक्षक आवश्यक आईसीटी उपकरण से परिचित है तो इन निर्देशात्मक घटकों का उपयोग करना संभव है एक अन्य निर्देश घटक सक्रिय करना है यह कोई नई बात नहीं है यह लंबे समय से शिक्षा का सिद्धांत रहा है कि बच्चा कहां से शुरू होता है इसका उपयोग मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा में किया जाता था यदि आप इंटरनेट पर नजर डालें तो सक्रियता या सक्रियता से संबंधित साहित्य की जबरदस्त मात्रा है लेकिन सभी उदाहरण ज्यादातर स्कूली शिक्षा के होंगे जैसे जैसे शिक्षार्थी परिपक्व होते हैं उच्च शिक्षा प्रणाली को लगता है कि शिक्षा से पहले प्रासंगिक अनुभव प्रदान करना अब आवश्यक नहीं है और यह अच्छा हो गया है चूंकि गतिविधि उच्च शिक्षा में शिक्षा के मौजूदा अभ्यासों में से किसी का अभिन्न अंग नहीं है इसलिए वर्तमान में अधिकांश संकाय द्वारा सक्रियण का उपयोग नहीं किया जाता है शिक्षार्थियों में अनुभव के आधार पर पिछले मानसिक मॉडल की कमी या याद नहीं हो सकता है जिसका उपयोग नए ज्ञान की संरचना के लिए किया जा सकता है एक बात जो हमने हमेशा कही है वह यह है कि हम नया ज्ञान लेते हैं इसे कार्यशील स्मृति में संसाधित करते हैं और फिर इसे उस चीज़ से जोड़ने का प्रयास करते हैं जो हम पहले से जानते थे हम पहले से ही जानते थे कि इसे कैसे जोड़ा जाए यह एक प्रमुख गतिविधि है उस हद तक आपको यह पता लगाने की जरूरत है कि वे कौन सी चीजें हैं जिनसे आप लिंक कर सकते हैं और वह है सक्रियण की प्रक्रिया यदि आप एक पूरी तरह से नई अवधारणा पर कूदते हैं तो छात्र केवल एक ही चीज कर सकता है वह है केवल रटना सीखना बस याद रखें और पुन पेश करें इसलिए आपको नए ज्ञान को जो विद्यार्थी पहले से जानते थे उससे जोड़ने की प्रक्रिया से गुजरना होगा इसे सीखने के सिद्धांत में बदल दिया गया है जिसे निम्नलिखित इकाई एम3यू8 में खोजा जाएगा मेरिल के सीखने के पहले सिद्धांतों को संबोधित किया जा रहा है सिद्धांतों में से एक पूर्व ज्ञान की सक्रियता है अगली इकाई में इसका पता लगाया जाएगा आइए इसे सक्रियण सिद्धांत के बारे में थोड़ा और देखें सीखने की शुरुआत उसी से होनी चाहिए जो शिक्षार्थी पहले से जानते थे यह एक साधारण कथन है दुनिया के मौजूदा मानसिक मॉडल पर सीखने की जरूरत है हालांकि ऐसा है लेकिन हम आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं और यही वह जगह है जहां पूर्व ज्ञान की सक्रियता एक शिक्षार्थी को नई जानकारी से जुड़ने में मदद करती है एक चीज जो लोग करते हैं वह यह पता लगाने के लिए एक ढोंग या प्रश्नोत्तरी आयोजित करना है कि छात्र उस विषय के बारे में क्या जानते हैं जिसे हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं लेकिन उस तरह की चीज पूर्व ज्ञान की सक्रियता को पूरी तरह से गठित नहीं करती है मेरिल के अनुसार सक्रियण सिद्धांत बताता है कि सीखने को बढ़ावा दिया जाता है जब शिक्षार्थी अपने पूर्व ज्ञान और कौशल के एक पूर्व मानसिक मॉडल को नए कौशल की नींव के रूप में सक्रिय करते हैं यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है जब अपने आप छोड़ दिया जाता है तो शिक्षार्थी अक्सर एक अनुपयुक्त मानसिक मॉडल को सक्रिय करते हैं क्योंकि जैसा कि हमने कहा सीखने से नए ज्ञान को किसी ऐसी चीज़ से जोड़ा जाता है जिसे आप पहले से जानते हैं लेकिन अगर आप इसमें निर्देशित अनुभव से नहीं गुजरते हैं तो संभावना है कि आप इसे गलत तंत्रिका नेटवर्क से जोड़ दें एक उपयुक्त मानसिक मॉडल का निर्माण अक्सर गलत धारणाओं में परिणत होता है जो त्रुटियों के रूप में दिखाई देते हैं जहां शिक्षार्थी एक नई समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं ऐसा अक्सर होता है न्यूटन के गति के नियमों में भी आपने कई उदाहरण देखे होंगे कि कैसे लोगों ने कुछ साधारण चीजों के बारे में भी कुछ भ्रांतियां जमा कर ली हैं पिछले प्रासंगिक अनुभव को याद करने के लिए शिक्षार्थियों को निर्देशित करना और विचाराधीन समस्या की प्रासंगिकता के लिए इस संग्रह की जाँच करना एक उपयुक्त मानसिक मॉडल को सक्रिय करने की अधिक संभावना है जो परस्पर संबंधित कौशल के एक नए सेट के अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करता है सक्रियण के उद्देश्य और सक्रियण की प्रक्रिया के बारे में कहने का यह तरीका है कुछ सक्रिय रणनीतियाँ प्रतिबिंब और रिकॉर्डिंग विचार मंथन छोटे समूह चर्चा के डब्ल्यू एल नो वांटेड लर्न रणनीति तीन कॉलम वाली एक साधारण तालिका बनाएं जिसमें कॉलम हेडिंग आप क्या जानते हैं आप क्या जानना चाहते थे और आपने क्या सीखा फिर उसमें लिखना शुरू करें कोई अवधारणा मानचित्र का उपयोग कर सकता है कोई समस्या पोस्ट कर सकता है या एक परिदृश्य इस विवरण के आधार पर पता करें कि प्रस्तुत विचार के बारे में छात्र क्या जानते हैं एक बार डेटा एकत्र हो जाने के बाद निर्देश के उपयुक्त रूपों के बारे में निर्णय लिया जा सकता है तो यहाँ एक इंटरैक्टिव प्रक्रिया है आप एक समस्या प्रस्तुत करते हैं और छात्रों से जवाब देने के लिए कहते हैं वे जो कुछ भी कहते हैं आप बोर्ड पर लिखते हैं या टाइप करते हैं ताकि वह स्क्रीन पर आ जाए एक बार डेटा एकत्र हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि क्या गलत अवधारणाएं या अवधारणाएं हैं जो अप्रासंगिक हैं उन पर एक साथ चर्चा की जा सकती है और एकत्रित डेटा में सुधार किया जा सकता है उदाहरण के लिए कुछ सॉफ़्टवेयर टूल हैं जिन्हें CONTACT या PKTandD पूर्व ज्ञान परीक्षण और निदान कहा जाता है या कोई इस सक्रियण को करने के लिए एक साधारण सॉफ़्टवेयर टूल भी बना सकता है इसका मतलब यह नहीं है कि एक शिक्षक को उन सभी का पुन उपयोग करना होगा वे उस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं जिसमें वे सहज महसूस करते हैं या जो वे अपने विशेष विषय और संदर्भ के लिए उपयुक्त समझते हैं अभ्यास प्रस्तुत करें कि आप अपने पाठ्यक्रम की एक निर्देशात्मक इकाई में परिस्थितिजन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए एक निर्देशात्मक घटक इन तीनों में से किसी से ग्राफिक आयोजकों नोट बनाने और संक्षेप में और पूर्व ज्ञान की सक्रियता का उपयोग करने का प्रस्ताव कैसे करते हैं यदि आप पहले ही उपयोग कर चुके हैं तो आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं या अपने दम पर प्रस्ताव दे सकते हैं यदि आपने उपयोग नहीं किया है आप ग्राफिक आयोजक का उपयोग कैसे करते हैं आप नोट बनाने और पूर्व ज्ञान के सारांश या सक्रियण की गतिविधि का उपयोग कैसे करते हैं इस विशेष ईमेल आईडी taleiisctagmailcom पर अभ्यास के परिणामों को साझा करने के लिए धन्यवाद अगली इकाई में हम मेरिल के सीखने के पाँच प्रथम सिद्धांतों को देखेंगे सीखने के ये सिद्धांत यह बताने की कोशिश कर रहे हैं यदि आप इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो छात्रों के बेहतर सीखने की संभावना है सीखने की प्रभावशीलता की सीमा इस बात पर निर्भर करेगी कि आपने इन सिद्धांतों का किस हद तक उपयोग किया है आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद